नमस्कार और आज के व्याख्यान मेकेनोबायोलॉजी का परिचय में आपका स्वागत है पिछले कुछ व्याख्यानों में नाभिक के बारे में चर्चा की गई है नाभिक के बारे में और नाभिकीय गुणों को निर्धारित करने के बारे में और साथ ही कैसे बल नाभिक को प्रेषित करते हैं के बारे में जाना तो इस संबंध में लमिन के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है आपके पास ए प्रकार की लमिन और बी प्रकार की लमिन हैं और दबाव में क्या देखा गया है कि ए से बी अनुपात ऊतक विशिष्ट या ऊतक कठोरता विशिष्ट है तो कठोर ऊतकों में ए से बी अनुपात अधिक होता है और ए से बी अनुपात नरम ऊतक में कम होता है अब यह ए से बी अनुपात है इसलिए मैंने यह भी चर्चा की थी कि अभिप्रेरणा या सीमित प्रवासन पर ए से बी अनुपात का क्या तात्पर्य है तो इसमें हमने ए से बी अनुपात भी देखा एक बार फिर ए डैशपॉट बी के स्प्रिंग के रूप में संचालित होता है यह स्प्लिस वैरिएंट नरम सब्सट्रेट पर फॉस्फोराइलेट हो जाता है और इस फॉस्फोराइलेशन से न्यूक्लियस को नरम बनाने वाले प्रोटीन का क्षय होता है इसलिए कैंसर के संदर्भ में यह देखा गया है कि कैंसर पर आक्रमण करने के लिए आपके पास ऐसे तंत्र होने चाहिए जिनके द्वारा कोशिका मैट्रिक्स में छोटे छिद्रों से गुजर सकती है और कोशिकाएं ख़राब नहीं हो सकती हैं इसलिए हमारे पास नाभिक विकृति सीमा है जो कि 10 प्रतिशत अप्रकाशित आकार की है

तो सवाल यह है कि तब कैंसर कोशिकाएं कैसे पलायन करेंगी तो क्या देखा गया है वह है कि यह कैंसर कोशिकाएं हैं इसलिए वे नीचे लिंक एसी सन प्रोटीन काश प्रोटीन नेस्प्रेन्स और अन्य लिंक प्रोटीन सहित आगे की ओर अभिव्यक्ति को विनियमित करती हैं लेकिन हमने इस पत्र पर भी चर्चा की है अगर नाभिक बहुत कोमल है तो आपके सीमित प्रवासन से एपोप्टोसिस हो सकता है तो वहाँ एक और खोज की गई है कि यदि आप विभिन्न कैंसर के उत्परिवर्तन दर की तुलना करते हैं तो क्या पाया गया है कि कैंसर जो हड्डी की तरह सख्त ऊतकों में उत्पन्न होता है उनमें उत्परिवर्तन की दर अधिक होती है तो हम पहेली के टुकड़ों को एक साथ कैसे रख सकते हैं तो आप कठोरता के साथ उत्परिवर्तन दर बढ़ जाती है तो आपके लमिन ए सी और नाभिक कठोरता भी सकारात्मक रूप से सहसंबंध हैं और इसलिए यदि आपके पास नाभिक कठोरता और प्रवासन क्षमता है तो आपके पास नकारात्मक सहसंबंध है तो अगर कठोर नाभिक बहुत कठोर है तो प्रवास में यह कम निपुण है और न केवल इस संबंध में आपके पास उच्च एपोप्टोसिस भी है इसके साथ ही नाभिक कठोरता में वृद्धि हुई सीमित परिसीमन की मात्रा बढ़ जाती है या जब लमिन ए सी का स्तर कम होता है इसलिए यदि आपके पास कम लमिन ए सी स्तर है तो आपके पास एपोप्टोसिस की उच्च मात्रा है इसलिए एक लिंक के बजाय क्या यह संभव है कि जब आपके पास प्रवासन परिचालित प्रवासन हो तो इससे नाभिक क्षति और डीएनए क्षति हो सकती है और क्या इससे डीएनए के सुधार करने में कमी हो सकती है ठीक है

तो यह वह है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं इसलिए यहाँ पर दो समूह हैं एक कॉर्नेल में जन लामरडिंग और दूसरा क्यूरी संस्थान में मैथ्यू पिएल उन्होंने क्या दिखाया कि जब आपने प्रवास को सीमित कर लिया है तो आपके पास बहुत से नाभिक विस्फोट हो सकते हैं वे इसे कैसे साबित करते हैं तो उन्होंने क्या किया इसलिए उन्होंने इन पैटर्नों का माइक्रो फैब्रिकेटेड स्टैम्प बनाया तो कल्पना करें कि आपके पास इस दिशा में एक ईजीएफ ग्रेडिएंट है आपके पास ये माइक्रो फैब्रिकेटेड सबस्क्रिप्टस हैं और आपके पास एक सेल है जो मुझे सेल को अलग अलग तरीके से खींचने की अनुमति देता है जो कि केमोकाइन की दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है चूंकि ईजीएफ ग्रेडिएंट उच्च है इसलिए ये कोशिकाएं समग्र रूप से उस दिशा में जाने की कोशिश करेंगी इसलिए उन्होंने जो किया वह इन कोशिकाओं को जीएफपी एनएलएस के साथ ट्रांसफ़ेक्ट कर दिया अब एनएलएस नाभिक स्थानीयकरण संकेत है तो यह आदर्श रूप से केवल हमें नाभिक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए लेकिन जो कुछ उन्होंने पाया वह प्रवासन प्रक्रिया के दौरान हर एक समय में था उनके पास कुछ इस तरह की स्थिति होगी जहां आपके पास जीएफपी संकेत साइटोप्लाज्म में मौजूद होगा तो यह साइटोप्लाज्म में मौजूद है इसलिए जब उन्होंने इसे समय के एक समारोह के रूप में ट्रैक किया तो नाभिक और कोशिका द्रव्य में एनएलएस जीएफपी प्रतिदीप्ति को ट्रैक किया तो आदर्श रूप से यह होना चाहिए तो हम कहते हैं कि यह नाभिक संकेत है आदर्श रूप में यह स्थिर होना चाहिए अगर नाभिक को कभी नहीं तोड़ा गया था लेकिन जो कुछ उन्हें मिला वह हर बार एक बार नीचे को आना था और फिर यह इस मूल्य पर लौटता है फिर से एक बार नीचे आना और एक बार फिर वापसी मूल्य के लिए लौटना और हर बार जब नाभिक सिग्नल की गिरावट खत्म हो जाती है तो उन्हें साइटोप्लाज्म सिग्नल में एक समान वृद्धि मिली जो फिर से 0 पर गिर गई फिर से साइटोप्लाज्म सिग्नल में वृद्धि हुई तो यह आपका नाभिक संकेत है और यह साइटोप्लाज्म संकेत है जो बताता है कि हर बार नाभिक टूटता है इसलिए चूंकि जीएफपी एनएलएस घुलनशील है तो यह कोशिका द्रव्य में बाहर निकल जाता है तो यह घटना एक नाभिक के टूटने की घटना है तो इसने साबित किया कि प्रतिबंधित प्रवासन वास्तव में दो नाभिक के टूटने की घटनाओं को जन्म दे सकता है और जबकि यह विशेष ज्यामिति सूक्ष्म रूप से गढ़ी गई थी लेकिन उन्होंने कई कोलेजन कोशिकाओं में किया है और उन्होंने क्या पाया कि यदि आपको औसत छिद्र के आकार का पता चलता है और आप कोशिकाओं का प्रतिशत प्राप्त करते हैं जो नाभिक को टूटने को प्रदर्शित करते हैं तो उन्होंने एक सह संबंध पाया ठीक है तो छिद्र आकार में वृद्धि इस नाभिक के विखंडन को प्रदर्शित करने के साथ कोशिकाओं की संख्या नगण्य है लेकिन अगर आप छिद्र आकार को कम करते हैं तो यह परिरोध की अधिक मात्रा है परिरोध की अधिक सीमा है परिरोध के तरीके नाभिक विखंडन की अधिक मात्रा हालाँकि विखंडन लंबे समय तक जारी नहीं रहता है तो अंततः कोशिकाएं एंडोसोमल पृथक्करण परिसरों के घटकों का उपयोग करके नाभिक आवरण की अखंडता को बहाल करती हैं तो आपके पास घटकों की यह श्रेणी है जिसे ईएससीआरटी III कहा जाता है तो हमें परिवहन के लिए आवश्यक हैं इसलिए ईएससीआरटी जैसा कि आपको पता है कि आप फिर से नाभिक झिल्ली के बारे में जानते हैं इसलिए एक साथ हम जो अध्ययन करते हैं उससे पता चलता है कि कोशिका प्रवासन नाभिकीय आवरण पर पर्याप्त शारीरिक तनाव पैदा करता है और अगर यह सच है तो आपको सेल अस्तित्व के लिए कुशल नाभिकीय आवरण मरम्मत की आवश्यकता होगी तो यह पहला हिस्सा है जो दिखाता है कि आपको नाभिक की क्षति हो सकती है और यह कोशिका को जन्म देगा यदि कोशिका में जीवित रहने का कोई तंत्र नहीं है इस प्रश्न का अगला हिस्सा यह है कि क्या इन नाभिक के टूटने की घटनाओं से डीएनए की मरम्मत में बदलाव हो सकता है तो क्या यह हो सकता है कि डीएनए की मरम्मत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो तो इस सवाल का जवाब डेनिस डिस्चर्स पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ने दिया तो उन्होंने इस छिद्र प्रयोग को फिर से उपयोग किया आपके पास ये छिद्र 3 माइक्रोन या 8 माइक्रोन के छिद्र हैं इनमें से जिससे आप इन छिद्रों के माध्यम से कोशिका को पार करते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कोशिका को पार करने वाले सेल को संक्रमित करते हैं तो यह नाभिक है जो प्राप्त किया गया है इसलिए उन्होंने कई बिंदुओं पर नज़र रखी तो यह मेरे छिद्र के बाहर छिद्र है बस थोड़ा सा अंदर छिद्र और तल के नीचे छिद्र तो उन्होंने जो किया वह प्रोटीन की एक अधिक संख्या के साथ प्रेषित कोशिकाएं थीं तो उनके पास जीएफपी एच 2 बी था यह क्रोमैटिन को बांधता है तो इस के साथ कोशिकाओं को ट्रांसफ़ेक्ट किया गया था लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अन्य डीएनए मरम्मत प्रोटीन जैसे कु80 कु70 53बीपी1 तो ये सभी डीएनए मरम्मत प्रोटीन हैं तो क्या मिला है ठीक है इसलिए फिर से अगर मैं सिर्फ नाभिक को खींचने के लिए था तो आप देखें कि यह मेरा नाभिक है जो इन प्रोटीनों के बाहर अंदर और नीचे की तीव्रता के बाहर ट्रैकिंग कर रहे थे तो उन्होंने हिस्टोन 2 बी के लिए क्या पाया तो तीन माइक्रोन छिद्र में इसलिए वे डीएनए सही डीएनए को और प्रोटीन को भी ट्रैक कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि डीएनए अंदर से बाहर की तीव्रता का एक अनुपात दे रहा है तो आप अंदर से बाहर के डीएनए के एक अनुपात की गणना कर रहे हैं यदि यह डीएनए का प्रोफाइल है तो एच 2 बी सटीक उसी तरह की प्रोफ़ाइल देता है आपके छिद्र का आकार 3 माइक्रोन है लेकिन जब आप इसे ट्रैक करते हैं जब आप इसे ट्रैक करते हैं तो कु80 कु70 53बीपी1 देखें इन प्रोटीनों के लिए यह बहुत कम है तो यह सुझाव देते हुए कि क्रोमेटिन से दूर मोबाइल प्रोटीन का अलगाव है तो यहाँ पर एक अलगाव है इसलिए अगर मुझे मोबाइल प्रोटीन अंश को बाहर अंदर और नीचे से बाहर निकालना था तीव्रता के संदर्भ में उन्होने क्या पाया यदि बाहर है तो अंदर है और नीचे है तो आपके पास नाभिक में आपके पास यहां बहुत कुछ है यहां त्रुटि होगी और कुछ और यहां ठीक है इसलिए बनाम यदि आप डीएनए के लिए एक ही काम करते हैं तो डीएनए ने उलट डीएनए का प्रदर्शन किया जो हर समय और हर बार छिद्र के अंदर अधिकतम तीव्रता प्रदर्शित करता है जैसा कि पिछले अध्ययन की तरह जिसमें दिखाया गया कि अगर आप साइटोप्लाज्म में सांद्रता को ट्रैक करते हैं तो वहाँ टूट गया है तल में साइटोप्लाज्म में भी कुछ संकेत था वह भी सुझाव दे रहा था इसलिए यह जैसा कि अन्य अध्ययन में दिखाया गया यह नाभिक विस्फोट था तो यह पता चलता है तो डीएनए से दूर मोबाइल प्रोटीन का एक क्रम है और यह अलगाव प्रवेश और बाहर के छिद्र पर होता है तो तब उन्होंने मिक्रोपीपेट से खींचा था एक बार फिर उनके पास डीएनए लेबल था और 53बीपी1 जो उन्होंने लेबल किया था और जो उन्होंने किया था अगर आपके पास नाभिक होता है तो उन्होंने माइक्रोप्लेट लगा दिया और उन्होंने नाभिक को खींचा और एस्पारेट को खींचने के बाद वे एक मिनट के लिए एस्पारेट को खींचते हैं लेकिन फिर उन्होंने दबाव को एक घंटे तक स्थिर रखा और जो कुछ पाया वह एक घंटे के बाद था अगर यह नाभिक की रूपरेखा थी इसलिए अधिकांश डीएनए अंदर था लेकिन अधिकांश 53बीपी1 बाहर था तो डीएनए माइक्रोपिपेट के अंदर था लेकिन 53बीपी1 बाहर था तो इस प्रकार यह फिर से साबित होता है कि प्रथक्करण है तो उन्होंने फिर ये नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के व्यास के पिपेट का उपयोग किया और उन्होंने क्या पाया तो हमारे एक्स अक्ष पिपेट का व्यास है और फिर वे यहां क्या ट्रैक कर रहे हैं इसलिए उन्होंने यहां जो ट्रैक किया वह बाहर के अनुपात के अंदर का अनुपात था इसलिए वे अनुपात आई द्वारा अनुपात ओ को ट्रैक कर रहे हैं इसलिए वे आई द्वारा ओ अनुपात को ट्रैक कर रहे हैं इसलिए उन्होंने जो पाया वह व्यास में वृद्धि के साथ था तो यह डीएनए तीव्रता का अनुपात है और यह आपके अन्य सभी मोबाइल प्रोटीन हैं वे पूरी तरह से विपरीत प्रभाव डालते हैं इसलिए जब वे मोबाइल प्रोटीन पर विचार करते हैं तो उनके पास प्रोटीन मरम्मत के कारक प्रतिलेखन से जुड़े प्रोटीन प्रतिलेखन कारक और एपिजेनेटिक कारक और साथ ही नाभिक होते हैं इस सब के लिए वे पाते हैं कि अलगाव है और यह अलगाव पिपेट व्यास के प्रति संवेदनशील है इस क्षेत्र में जब आप पिपेट के व्यास को कम कर रहे होते हैं तब आप देखते हैं कि अंदर से बाहर तक मोबाइल की तीव्रता काफी कम हो जाती है तो यह एक आई और ओ का अनुपात है तो यह बताता है कि यह अलगाव लंबे समय तक डीएनए की क्षति का कारण हो सकता है इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए कि उन्होंने क्या कहा वे एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने जो किया वह ट्रैक किया गया इसलिए उन्होंने यू20एस लिया तो ये ओस्टियोसारकोमा कोशिकाएं हैं जिसे उन्होंने उन्हें 3 माइक्रोन छिद्रों के माध्यम से पारित किया और फिर उन्होंने ट्रैक किया कि डीएनए क्षति की सीमा क्या है तो उन्होंने क्या पाया इसलिए वे गामा एच2ए एक्स फ़ोकाई की संख्या से डीएनए क्षति की सीमा को ट्रैक करते हैं जो उन्होंने पाया था वह कि जो भी गामा के साथ 3 माइक्रोन छिद्रों में था उनके पास गामा एच2ए एक्स फ़ोकाई का एक ठोस अनुपात था और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह रास्ता था जो कि उन्होनें ऊपर और नीचे के अनुपात पर पाया था इसलिए उन्होंने नीचे बनाम ऊपर ट्रैक किया तो आपके पास यह है कि वह छिद्र है जिसके माध्यम से कोशिका गुजर रही है तो यह आपका शीर्ष है यह आपका तल है और फिर वे शीर्ष कोशिकाओं में गामा एच2ए एक्स फ़ोकाई की संख्या लेते हैं जो शीर्ष पर हैं और कोशिकाएं जो नीचे हैं और वे पाते हैं 8 माइक्रोन छिद्रों में यह अनुपात 1 होना चाहिए सही है क्योंकि 8 माइक्रोन छिद्रों में नाभिक को निचोड़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन 3 माइक्रोन छिद्रों में लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है तो यह पूरी तरह से प्रवास प्रेरित डीएनए क्षति है तो और यह उन्होंने अन्य कोशिकाओं जैसे मेसेनकाइमल स्टेम कोशिका में भी देखा जो तब उन्होंने दिखाया कि डीएनए की मरम्मत उन्होंने डीएनए की मरम्मत के कारकों के साथ प्रयोग किए और फिर उन्होंने दिखाया कि मरम्मत के कारक गलत तरीके से डीएनए क्षति के स्तर का स्थानीयकरण करते हैं इसलिए गलत स्थानीयकरण की अधिक मात्रा तब आपको पता चलेगा कि फ़ोकाई संख्या बढ़ेगी और इन परिवर्तनों के कारण गुणसूत्र प्रतिलिपि संख्या में परिवर्तन हुए और अंततः जीनोमिक विषमता पैदा हुई तो यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है कि नाभिक की शारीरिक क्षति विषमता को प्रेरित कर सकती है तो यह प्रवासन प्रेरित विषमता का एक उदाहरण है तो आप उदाहरण के लिए जानते हैं अधिकांश कैंसर कोशिकाओं में कई उप भाग होते हैं जो मौजूद होते हैं तो ये कोशिकाएं जन्मजात रूप से विषम हैं यह संभव है कि दबाव जैसे भौतिक कारक संपीड़ित तनावों को प्रेरित कर सकते हैं नाभिक क्षति के माध्यम से विषमता को प्रेरित कर सकते हैं और इसलिए मैं इसे नाभिक में कहकर बंद करूंगा आपके पास इसके भौतिक गुण हैं जो प्रवासन क्षमता को निर्देशित करते हैं और यह भी अप्रत्यक्ष रूप से यदि उन्हें विविधता में आलिप्त किया जाता है तो एक स्टिफर नाभिक यदि कोशिकाएं कठोर हैं या नाभिक कठोर हैं तो यह संख्या अधिक समरूप होनी चाहिए हमें प्रवास करने की संभावना है और अधिक समरूप होगा क्योंकि इस तरह के दोषों की संभावना कम होगी इसके साथ ही मैं यहाँ असाइनमेंट पढ़ने के लिए रुकता हूँ मैं आपको निम्नलिखित पेपर पढ़ने का सुझाव देता हूँ आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद